वास्तव में अगर आपको याद है कि मैंने यह ऐन्टेना विश्लेषण कोर्स पहले कुछ पोटेंशिअल्स वेक्टर पोटेंशिअल्स आदि के साथ शुरू किया था और फिर हम कहते हैं कि वास्तव में अगर मुझे इसकी सतह पर ऐन्टेना का करंट वितरण पता है तो मुझे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है लेकिन यह आसानी से कहा जाता है लेकिन हमने कहा कि इस समस्या को हल करने के बजाय हम संभावित रूप से परिचय करना चाहते हैं ताकि यदि हम पहले पोटेंशिअल्स को पा लेंगे और उसके बाद हम चीजों को हल करेंगे लेकिन फायदा क्या था पोटेंशिअल्स आदि में जाने के लिए कुछ फायदे हैं लेकिन केवल बहुत ही सरल ऐन्टेना के लिए हम एंटीना पर करंट वितरण पा सकते हैं जटिल ऐन्टेना के लिए खोजना बहुत मुश्किल है आधुनिक ऐन्टेना यह खोज ना आसान नहीं है ऐन्टेना के साथ करंट वितरण क्या है क्योंकि विभिन्न प्रकार होंगे विभिन्न प्रकार की करंट होंगी आप कभी कभी करंट को जानते हैं जहां डिस्प्लेसमेंट करंट कभी कभी वहाँ कंडक्शन करंट आदि होते हैं इसलिए यह इतना आसान नहीं है हालांकि आज आप कह सकते हैं कि आधुनिक कंप्यूटरों कि संख्यात्मक की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यह एक अच्छी बात है और इसका उपयोग किया जा रहा है लेकिन अगर आप इस मौजूदा करंट वितरण को एक चीज़ पर नहीं पा सकते हैं तब तक आप एंटीना का उपयोग नहीं कर सकते इसका उत्तर हाँ है आप एंटीना का उपयोग लगभग कर सकते हैं और बहुत जल्द ही आपको परिणाम प्रदान करेगा आप यह फ्रिस ट्रांसमिशन समीकरण तरीका अपनाएं जहाँ आपको यह जानना आवश्यक है कि ऐन्टेना द्वारा विकीर्ण किए गए सटीक क्षेत्र के बजाय आपको प्रदर्शन करना चाहिए या पता करना चाहिए कि विभिन्न दिशाओं में एंटीना का गेन क्या है जहां आप विशेष रूप से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक रुचि रखते हैं उस दिशा में जहां रिसीवर को एक पावर प्राप्त हो रही है इसलिए अगर आप गेन प्राप्त कर सकते हैं तो आप यह जान सकते हैं कि यह कितनी पावर प्राप्त करेगा और वास्तव में लिंक संचार लिंक को इन लॉन्ग बैक के आधार पर स्थापित किए गए हैं जब तक इस समीकरण के आधार पर ऐन्टेना बहुत समझ में नहीं आ रहे थे आदि इसलिए हम फ्रिस ट्रांसमिशन समीकरण देखेंगे तो हम दो ऐन्टेना देखते हैं तो यह एक प्रसारण एंटीना है यह एक प्राप्त एंटीना है और तो अगर यह एक जुड़ा हुआ है या पॉवर Pt को विकीर्ण कर रहा है तो प्राप्त ऐन्टेना में पॉवर घनत्व क्या है हम आसानी से लिख सकते हैं कि Wt Pt Gt है वास्तव में इसे एक कोण के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए लेकिन मैं यह लिख रहा हूं कि जैसे कि मैं यहां वैल्यू जानता हूं तो Pt Gt द्वारा 4 pi R वर्ग यदि आप Pt Gt चाहते हैं तो अगर कुल दक्षता Pt ρt Dt द्वारा 4 pi R वर्ग है अब इस एंटीना का एक प्रभावी क्षेत्र है इसलिए प्राप्त ऐन्टेना में एक प्रभावी क्षेत्र है जो कि ρr Dr 𝝺o है केवल पिछले व्याख्यान में हमने इस 𝝺o वर्ग 2 pi व्युत्पन्न किया है तो यह कितनी पावर एकत्र करेगा एकत्रित पावर Pr होगा जो इसमें Wt के बराबर होगा इसलिए मैं Wt गुणित Aer कह सकता हूं तो यह Pt ρt Dt में 4 pi r वर्ग गुणित ρr Dr 𝝺0 वर्ग 4 pi होगा तो हम कह सकते हैं कि Pr ρt ρr 𝝺0 वर्ग Dt Dr द्वारा 4 pi R पूरे के वर्ग के बराबर है अब अगर हम पोलराइजेशन लॉस फैक्टर का परिचय देते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि at कैप ar कैप में यह चीज जो हम पहले प्राप्त कर चुके हैं अगर हम इसे एफ्फिसिएन्सिस में तोड़ते हैं तो इम्पीडेन्स बेमेल में कंडक्टर नुकसान में डिएलेक्ट्रिक नुकसान आदि पोटेंशिअल्स में इसे तोड़ा जा सकता है तो Pr को ρcdt ρcdr 1 माइनस गामा t स्क्वायर 1 माइनस गामा स्क्वायर 𝝺0 द्वारा 4 pi R स्क्वायर Dt Dr के रूप में लिखा जा सकता है तो यह वह सूत्र है जिसे फ्रिस ट्रांसमिशन समीकरण कहा जाता है तो आप देखते हैं कि यदि आप विभिन्न मापदंडों को जानते हैं वास्तव में यहाँ आप केवल देखते हैं कि कंडक्टर डिएलेक्ट्रिक नुकसान को एक साथ लिया गया है इसे कंडक्टर के नुकसान और ट्रांसमिशन के नुकसान में भी तोड़ा जा सकता है लेकिन वास्तव में इसे आम तौर पर एक साथ लिया जाता है क्योंकि माप से यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कंडक्टर का नुकसान क्या है और डिएलेक्ट्रिक नुकसान क्या है तो दो नुकसानों को एक साथ रखा जा सकता है यही कारण है कि कंडक्टर डिएलेक्ट्रिक एक साथ है तो ये पैरामीटर ज्ञात हैं हम पा सकते हैं यहां एक Pt होना चाहिए तो वास्तव में यह समीकरण है Pr द्वारा Pt मैं कहीं से हूँ Pt यहाँ से चला गया है Pt Dt आप देख रहे हैं ये सभी वास्तव में Pr होना चाहिए Wt Aer के बराबर है तो इस समीकरण को फ्रिस ट्रांसमिशन समीकरण कहा जाता है और आप देखते हैं कि अगर इम्पीडेन्स मेल खाते हैं तो यह दो पद जाएंगे इसी तरह अगर ध्रुवीकरण मेल होता है तो यह शब्द जाएगा अगर यह एक नुकसान कम एंटीना है तो ये दो पद जाएंगे यही कारण है कि आम तौर पर हमारे पास आदर्श स्थिति 𝝺0 वर्ग द्वारा 4 pi R पूरे का वर्ग Gt Gr यह हम परिचित हैं लेकिन वास्तविक रूप में यह सूत्र है इस सूत्र को फ्रिस ट्रांसमिशन फॉर्मूला कहा जाता है कई बार हम इसका उपयोग करते हैं कि यहां की धारणाएं ट्रांसमीटर और रिसीवर ऐन्टेना हैं जो की वे दूर क्षेत्र की दूरी से अलग होते हैं हम ट्रांसमीटर से रिसीवर की दिशा जानते हैं रिसीवर एंटीना के लिए इसी तरह गेन हम उस दिशा में ट्रांसमीटर के गेन जानते हैं और हम इन सभी नुकसानों को जानते हैं तब हम इस चीज को पा सकते हैं एक समान समीकरण रडार रेंज समीकरण के लिए प्राप्त किया जा सकता है वे इस प्रकार के सूत्र भी हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है केवल एक रिसीवर के बजाय वहा एक लक्ष्य होता है जो ऊर्जा और बापस बिखेर देता है इसलिए कि राडार कक्षाओं में हम आएंगे कि अगर हम उन्हें ले जाते हैं तो वहां एक नया शब्द है जिसे रडार क्रॉस सेक्शन कहा जाता है वहां से समाचार प्राप्त होता है और उस समय तक वापस बिखरी हुई पावर होती है जो इन प्रकार के सरल मॉडल से मिलती है इसलिए ऐन्टेना का विश्लेषण करने के बजाय आप गेन देखते हैं उसे जानकर आप यह जान सकते हैं कि आवश्यक पावर क्या है तो आप इसके साथ संचार लिंक आदि स्थापित कर सकते हैं इसके लिए आपको एंटीना के सभी विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए कभी कभी वास्तव में यदि यह विश्लेषण सिद्धांत अधिहत्या है कि यह सभी जानकारी देता है लेकिन यह सब जानकारी हमेशा आवश्यक नहीं होती है इसलिए एक संचार इंजीनियरिंग के लिए ये जानकारी पर्याप्त है इसलिए उसे परेशान करने की आवश्यकता नहीं है कि विभिन्न क्षेत्रों आदि में विभिन्न बिंदुओं पर वह ध्रुवीकरण क्या है यदि उसके पास इन सभी नुकसान कारक हैं जो बस लिंक को स्थिर करते हैं इसलिए यह एक बात है जिसे हम कहना चाहते हैं और एक और बात जो हम कहना चाहते थे वह है नॉइस के बारे में आप एंटीना को देखते हैं जब भी यह हमेशा मुक्त स्थान की ओर देखता है और इसलिए यह नॉइस का एक स्रोत है अब हम इसे कैसे कॅरक्टरिज़े करते हैं कई बार हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन अगर आप रेडियो एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं या यदि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आप मौसम या समुद्र आदि को देखना चाहते हैं अगर आप की जरूरत है एक रिसीवर द्वारा समुद्र के तापमान का पता लगाने के लिए तो या आपके पास कुछ स्कैटरोमीटर हैं कुछ सेंसर हैं जो विभिन्न निष्क्रिय विकिरणों को महसूस करते हैं तो उस के लिए जो भी ऐन्टेना नॉइस में प्राप्त कर रहा है वह वास्तव में जानकारी है तो उनके पास एंटीना का एक और पैरामीटर होना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर जिसे एंटीना तापमान कहा जाता है इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे एंटीना तापमान आप सभी को यह विचार है की रिसीवर के नॉइस या रिसीवर के नॉइस के तापमान या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नॉइस तापमान होता है अब ऐन्टेना यह एक निष्क्रिय उपकरण है जो स्वयं का नॉइस पैदा नहीं करता है लेकिन यह नॉइस का एक रिसीवर है क्योंकि यह नॉइस प्राप्त करता है क्योंकि यह एक खुला है जो अपना दरवाजा खोल रहा है तो सिग्नल के अलावा नॉइस भी आता है नॉइस भी आता है यही कारण है कि यह भी होना चाहिए कि यह एंटीना तापमान कितना ले सकता है अब हम उस प्रत्येक वस्तु को शुरू करते हैं जो पूर्ण 0 पर नहीं है इसका मतलब है 273 डिग्री त्रिज्या ऊर्जा पर नहीं हम इस तथ्य को जानते हैं विकिरणित ऊर्जा की मात्रा को आमतौर पर एक बराबर तापमान TB द्वारा दर्शाया जाता है तो हम लिख सकते हैं कि TB और जब भी विकिरण का अर्थ है कि यह एक विकिरण है तो यह एक ऐसा फंक्शन है जो theta phi में विभिन्न दिशाओं में इसमें विभिन्न चीजें होंगी तो यह इस तरह एक फंक्शन के बराबर है तो यह एप्सिलॉन क्या है यह एक उत्सर्जन फंक्शन है यह एक आयाम रहित क्वांटिटी है तो वास्तव में यह एक मॉडल है कि किसी भी वस्तु में यह एक एमिसिविटी है इसलिए विभिन्न चीजों के बारे में जो हम जानते हैं वह क्या है और TB क्या है TB को चमक तापमान कहा जाता है और Tm क्या है यह भौतिक तापमान है इसलिए इन दोनों तापमानों में उनकी इकाई केल्विन एमिसिविटी आयाम रहित है और यह यह प्रतिबिंब गुणांक क्या है यह तरंग के ध्रुवीकरण के लिए सतह का एक प्रतिबिंब गुणांक है क्योंकि आप जानते हैं कि जब तरंग किसी भी सतह से आती है तो प्रतिबिंब होगा इसलिए यह वहां है अब एमिसिविटी का वैल्यू जाहिर है वे 0 से 1 तक भिन्न हो रहे हैं इसलिए जो अधिकतम वैल्यू चमक तापमान प्राप्त कर सकता है वह हमारे मामले में अब भौतिक तापमान के बराबर है इसका मतलब है माइक्रोवेव क्षेत्र में माइक्रोवेव आवृत्ति के प्राकृतिक उत्सर्जक के अलावा मुझे लगता है कि तारे आदि वे हमारे रेडियो सितारे हैं लेकिन वे इसके अलावा विकिरण के दो पास के स्रोत हैं एक जमीन है जमीन इस विकिरण का स्रोत है और इसका आधार समतुल्य तापमान लगभग 300 डिग्री केल्विन है और यह भी आकाश आकाश का एक तापमान है और यह चमक तापमान लगभग 5 डिग्री 5 केल्विन जब किसी की ओर देख रहा है और क्षितिज में लगभग 100 से 150 डिग्री है जाहिर है कि क्षितिज में यह नॉइस अधिक है और यह वास्तव में शीर्षबिंदु में कोई नॉइस नहीं है जो कि राडार आदि के लिए भाग्यशाली है कि वह शीर्षबिंदु में है अब आप इस तापमान की चमक देखते हैं या विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्सर्जित यह नॉइस हमारे एंटीना द्वारा बाधित होता है और इसलिए यह टर्मिनलों पर परिवेश तापमान के रूप में दिखाई देता है अब केवल एक चीज एंटीना भी एक गेन फंक्शन है तो यह अपने स्वयं के गेन फंक्शन द्वारा प्रमुख दिशाओं से आने वाले नॉइस का इंतजार करेगा यही कारण है कि ऐन्टेना नॉइस तापमान वास्तव में यह TB नहीं है यह उसी का भार होगा तो यही कारण है कि ऐन्टेना नॉइस तापमान TA कुछ भी नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूं कि TB theta phi फिर से theta phi द्वारा भारित किया जाएगा और फिर मेरे द्वारा विभाजित ठोस कोण d को यह पता लगाना होगा कि इनमें से कुल क्या है औसत क्योंकि ये TB एक औसत है तो आप G theta phi d गामा देखते हैं इसलिए TB चमक तापमान के रूप में स्रोत है कि मैं इस एंटीना के माध्यम से गुजरना होगा जो एक n है तो अब मैं इसे पूरा कर सकता हूं यह 0 से 2 pi होगा यह 0 से pi होगा यह भी 2 pi तक होगा यह 0 से pi होगा और इसके बजाय मैं sin theta d theta d pi लिखूंगा तो TA ऐन्टेना का प्रभावी नॉइस तापमान है और पावर गेन पैटर्न G theta phi है तो अब अगर हम मान लें कि अब हम इसे देखते हैं तो यह स्पष्ट है और यह इकाई फिर से केल्विन होगी अब हम देखते हैं कि यह एंटीना है इसलिए यहाँ स्रोत TB है अब जब यह यहाँ आता है तो यह TB उस सूत्र द्वारा TA में परिवर्तित हो जाता है अब उसके बाद क्या होता है मान लीजिए कि यह ऐन्टेना है मुझे लगता है यहां मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है यह एक ट्रांसमिशन लाइन है उस ट्रांसमिशन लाइन को हम लंबाई l कहते हैं और एक तापमान के रूप में हमें T0 कहना है यह हानिपूर्ण ट्रांसमिशन लाइन है इसलिए यह परिवर्तन करेगा क्योंकि यह TA यहाँ तो एक चीज होगी एंटीना हानि के कारण यह बदल जाएगा अब यहां ट्रांसमिशन लाइन में फिर से नुकसान होगा तो यह तापमान TA यहाँ T से छोटे T को बदल दिया जाएगा जिसे T कैपिटल A से T छोटा कहा जा सकता है और फिर हम किससे जुड़े होंगे यह एक रिसीवर से जुड़ा होगा उस रिसीवर का अपना नॉइस तापमान Tr होता है इसलिए मैं पूरी बात कह सकता हूं कि अंततः हमारे पास एक Ts होगा जो कि Tr plus Ta है क्योंकि हम देखेंगे कि तापमान योज्य हैं क्योंकि वास्तव में ये समान पावर हैं तो जो भी एंटीना लाया है नॉइस पावर कुल सिस्टम नॉइस पावर होगी यहाँ तक प्लस नॉइस रिसीवर द्वारा जोड़ा गया नॉइस तो आइए इसके साथ हम इसे मॉड्यूलेट करें तो एंटीना कितनी पावर दे रहा है कि मैं कह सकता हूं K TA डेल्टा f तो यहाँ से एंटीना यह दे रहा है यह बहुत पावर K TA डेल्टा f है आप समझते हैं K बोल्ट्जमैन स्थिरांक है TA यहां एंटीना तापमान है और डेल्टा f मैं कह सकता हूँ कि एंटीना का नॉइस समकक्ष बैंडविड्थ है अब t और TA के बीच क्या संबंध है क्या मैं TA लिख सकता हूँ TA की पॉवर माइनस 2 अल्फ़ा l प्लस T0 1 माइनस e से पॉवर माइनस 2 अल्फ़ा l क्यों क्योंकि यह एक बात है कि इस लाइन के इस अट्ठेनुअशन कांस्टेंट के साथ यह लंबाई इतनी लंबी है और यह इस के लिए है इस ट्रांसमिशन लाइन की वजह से है इस बात का एक TA तापमान है इस का भौतिक तापमान T0 है तो TA कुछ भी नहीं है लेकिन यह माइनस भौतिक तापमान द्वारा दिया गया है और यह ऐन्टेना अटेन्यूएट्स ऐन्टेना से अब अट्ठेनुअशन TA है और मुझे और क्या कहना चाहिए तो अब मुझे फिर उसे संशोधित करने की आवश्यकता है तो अब यहाँ क्या पावर दी गई है रिसीवर के लिए एक TA छोटा TA डेल्टा f इसलिए यह इस TA के अलावा के साथ बन गया है और फिर Ps K TA प्लस Tr डेल्टा f के बराबर है जिसे आप K Ts डेल्टा f कह सकते हैं मैं कह सकता हूँ K Ts डेल्टा f तो Ps रिसीवर टर्मिनल पर सिस्टम नॉइस पावर है TA ऐन्टेना नॉइस तापमान नॉइस तापमान रिसीवर टर्मिनल पर रिसीवर रिसीवर टर्मिनल पर Tr रिसीवर नॉइस तापमान है और TA क्या है में कह सकता हु की TA ऐन्टेना नॉइज़ टेम्प्रेचर ऐन्टेना के आउटपुट टर्मिनल पर है या एंटीना के अंत के फ्री स्पेस पर चाहे वह कुछ भी हो कह सकता हूं यह जो कुछ भी है तो यह एक उपयोगी चीज है विशेष रूप से आप जानते हैं कि आपको इसे कैलिब्रेट होगा दरअसल मान लीजिए कि आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन मिलेगा तो उन ऐन्टेना को लगता है कि एक एंटीना देखता है कि समुद्र से कितना आ रहा है इसलिए जब तक यह और जब तक यह कैलिब्रेट न हो जाए कि यह मूल रूप से कितना प्राप्त होता है कैसे देखेंगे तो इसके लिए आपको इस चीज की ओर इशारा करना होगा वास्तव में आम तौर पर इसे शीर्षबिंदु की ओर इशारा किया जाता है क्योंकि यह 5 डिग्री केल्विन लगभग 0 डिग्री केल्विन है तो आप इसे इशारा करते हैं और फिर इन मूल्यों का पता लगाते हैं तो वह कैलिब्रेशन है फिर आप एक वास्तविक बॉडी की ओर संकेत करते हैं यह एक जमीन हो सकती है कुछ आकाश हो सकता है जो क्षितिज पर है जो अदृश्य नॉइस का है और फिर आपको पता चलता है इसलिए कैलिब्रेटेड आसानी से पता लगा सकता है तो इसे ऐन्टेना नॉइज़ तापमान कहा जाता है तो इसके साथ हम अब बुनियादी एंटीना पैरामीटर को बंद करते हैं इसलिए हमने सभी को देखा है आगे हम कुछ बहुत ही शानदार वायर ऐन्टेना देखेंगे जहां आप आसानी से वायर ऐन्टेना डिजाइन कर सकते हैं और कई मामलों में यह पर्याप्त है इसलिए हम कुछ व्याख्यानों में वायर ऐन्टेना देखेंगे उसके बाद हम एपर्चर ऐन्टेना के साथ कुछ बहुत ही सरल एपर्चर ऐन्टेना पर जाएंगे और फिर हम एंटीना के विश्लेषण की सामान्य विधि देखेंगे धन्यवाद